हम दूसरे विषय के साथ शुरू करने जा रहे हैं और यह रोबोट किनेमैटिक्स विश्लेषण को कैसे अंजाम दिया जाए अब इससे पहले कि मैं इस किनेमैटिक विश्लेषण से शुरू करूं मुझे स्केच के साथ शुरू करना चाहिए जैसे मुझे कहना चाहिए यह मानते हुए कि मुझे 3 D वस्तु मिला है तो यह एक 3 D वस्तु के अलावा और कुछ नहीं है अब यह विशेष 3 D वस्तु दर्शाता हूँ इसका मतलब है इसकी स्थिति और अभिविन्यास मुझे 3 D स्पेस में प्रतिनिधित्व करना होगा अब यहाँ U यूनिवर्सल कोआर्डिनेट सिस्टम है और इसमें XB YB और ZB है अब यहाँ अगर मैं इस विशेष द्रव्यमान केंद्र तो मुझे तीन और जानकारी चाहिए

तो स्थिति के लिए हमें तीन जानकारी चाहिए वह है X Y और Z और इस विशेष रोटेशन या इस अभिविन्यास के लिए हमें वास्तव में तीन और जानकारी की आवश्यकता है इसलिए हमें कुल छह जानकारी चाहिए तो इस तरीके से मैं 3 D स्पेस में 3 D वस्तु की स्थिति और अभिविन्यास दिखाता हूँ अब हम देखते हैं कि कैसे स्थिति को दर्शाना है या आपको स्थिति को दर्शाने की क्या आवश्यकता है तो स्थिति को दर्शानामतलब 3 D वस्तु के द्रव्यमान केंद्र है

और यहां इसलिए इस विशेष बिंदु को एक वेक्टर के रूप में एक स्थिति वेक्टर आवश्यकता है तो यह एक वेक्टर और मैट्रिक्स रूप में है यह एक 3 × 1 मैट्रिक्स है 3 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ हैं और यह एक 3 × 1 मैट्रिक्स है तो यह एक 3 × 1 मैट्रिक्स या एक वेक्टर के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए उस स्थिति को दर्शाने के लिए हमें एक वेक्टर या एक 3 × 1 मैट्रिक्स की आवश्यकता है तो यह है कि स्थिति को कैसे दर्शाये अब हम देखते हैं कि अभिविन्यास को कैसे दर्शाये अभिविन्यास को दर्शाने के लिए मैं क्या करता हूं यह एक बार फिर से मेरा U कोआर्डिनेट सिस्टम हुआ है तो इस विशेष U के संबंध में इस B के अभिविन्यास को बदल दिया गया है

अब यहाँ जिस तरह से हम इस विशेष अभिविन्यास या रोटेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं वह इस तरह है तो कुछ भी नहीं बस के U संबंध में B के रोटेशन U के संबंध में R B है अब U R दर्शाने के लिए हम तीन वैक्टर की सहायता लेते हैं तो यह एक वेक्टर है यह एक और वेक्टर है यह एक और वेक्टर है तो हमें तीन वैक्टरों के एक सेट 3×1 मैट्रिक्स की आवश्यकता है और यह 3 × 3 मैट्रिक्स बन जाएगा अब हम इस विशेष वेक्टर की कल्पना कैसे कर सकते हैं तो मैं सिर्फ एक रफ स्केच तैयार करने जा रहा हूं ताकि यह समझा जा सके कि ये तीन वैक्टर क्या हैं अब मुझे एक रोबोटिक कहा जाता है जो कि a द्वारा निरूपित किया जाता है इसलिए हमें वास्तव में नार्मल वेक्टर का एक सेट है

अब मैं केवल फ्रेम को परिभाषित करने जा रहा हूं अब फ्रेम वास्तव में चार वैक्टर का एक सेट है जो स्थिति और अभिविन्यास की जानकारी ले जाता है हम जानते हैं कि स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें केवल एक वेक्टर की आवश्यकता होती है और हमें जिस अभिविन्यास की आवश्यकता होती है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए वास्तव में तीन वैक्टर तीन वैक्टर का एक सेट इसका मतलब है दोनों स्थिति और साथ ही अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमें चार वैक्टर का एक सेट चाहिए अब चार वैक्टर के इस सेट को फ्रेम के रूप में जाना जाता है दरअसल हम जो कुछ भी करते हैं हम प्रत्येक जॉइंट् पर फ्रेम को सौंपना करने की कोशिश करते हैं अब यहाँ इस योजनाबद्ध दृष्टिकोण में यदि आप देखते हैं यह यूनिवर्सल कोआर्डिनेट सिस्टम U के संबंध में है इसलिए वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसे दर्शा सकता हूं तथा यहाँ कुछ रोटेशन हैं और इसीलिए XB XU के समानांतर नहीं है YB YU के समानांतर नहीं है और ZB ZU के समानांतर नहीं है और इस तरीके से हम चार वैक्टर की मदद से स्थिति और अभिविन्यास को दर्शा सकते हैं अब मैं केवल फ्रेम ट्रांसफॉर्मेशन मैं लेने जा रहा हूं अब एक बार फिर यह यूनिवर्सल कोआर्डिनेट सिस्टम को इस पर स्थानांतरित कर दिया गया है और यहां मैं केवल एक स्थिति वेक्टर की मदद से इसे दिखाने जा रहा हूं तो यह स्थिति है तो फ्रेम B या कोआर्डिनेट सिस्टम भी ज्ञात है तो U के संबंध में इस Q का पता कैसे लगाएं यही हमारा उद्देश्य है तो हमारा उद्देश्य उसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करना है जो यूनिवर्सल कोआर्डिनेट सिस्टम के संबंध में इस विशेष बॉडी B पर है इसका मतलब है कि मैं स्थिति वेक्टर का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत आसानी से मैं पता लगा सकता हूं वह है U के संबंध में Q UQ BQ तो यह B के संबंध में आपका Q है इसलिए मैं U के संबंध में Q इसे प्राप्त करूंगा इसका मतलब है अगर मैं बॉडी कोआर्डिनेट फ्रेम लेने पर जा रहा हूं अब मैं केवल केवल रोटेशन का Z अक्ष ZU से भिन्न होगा हालाँकि शुरू में वे संयोग कर रहे थे अब ZB ZU से अलग होगा XB XU से अलग होगा और YB YU से अलग हो जाएगा और हम यह विशेष रूप से घुमाए गए फ्रेम प्राप्त कर रहे हैं और यह मानकर कि घुमाए गए फ्रेम B के संबंध में एक बिंदु की स्थिति ज्ञात है तो यह ज्ञात है इसलिए एक बार फिर मैं दोहराता हूं कि यूनिवर्सल कोआर्डिनेट सिस्टम के संबंध में स्थिति अब के संबंध में यह Q और कुछ नहीं है बल्कि B के संबंध में U गुणा B के संबंध में Q का रोटेशन है इसलिए B के संबंध में यह विशेष Q ज्ञात है और यदि मुझे पता चल सके तो यह विशेष रूप से रोटेशन मैट्रिक्स है बहुत आसानी से मैं UQ पता कर सकता हूँ अब को कैसे निर्धारित करें उसकी मैं कुछ समय बाद चर्चा करूँगा अब मैं बस एक और अधिक जटिल स्थिति पर विचार करने जा रहा हूं जहां मैं सिर्फ ट्रांसलेशन स्थानांतरित कर दिया गया है तो यहाँ से इस विशेष बिंदु पर और यह स्थिति वेक्टर है जो कि है और इसलिए इस विशेष B B कोआर्डिनेट सिस्टम भी हुआ है अब यह मानकर कि यह विशेष बिंदु अर्थात B के संबंध में Q ज्ञात है तो यह विशेष बिंदु ज्ञात है और हमारा उद्देश्य क्या है हमारा उद्देश्य U के संबंध में Q ज्ञात करना है इसलिए यह हमारा उद्देश्य है ज्ञात है तो यह विशेष वेक्टर ज्ञात है यह विशेष स्थिति वेक्टर ज्ञात है इसके अलावा U के संबंध में B के रोटेशन है

तो अब मैं जो करने जा रहा हूं वह है मैं केवल एक विशेष शब्द का उपयोग करने जा रहा हूं जिसमें ट्रांसलेशन को एक साथ लिया जाता है अब इस प्रकार यह विशेष अभिव्यक्ति मैं केवल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी है अब आइए हम इस विशेष मैट्रिक्स के आयाम मिलान की जांच करने का प्रयास करें अब यदि आप अंतिम स्लाइड में देखते हैं तो हमने समीकरण लिखा है यानि कि U के संबंध में Q कुछ भी नहीं है लेकिन U के संबंध में B गुणा के B संबंध में Q का ट्रांसफॉर्मेशन है

तो दोनों चीजों को एक साथ लिया अर्थात् रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन 3× 3 और 3 × 1 होगा इसलिए यह आपका 3 × 4 मैट्रिक्स बन जाएगा तो 3 पंक्तियाँ और 4 कॉलम होंगे और यह 3 × 1 है और B के संबंध में यह विशेष Q कुछ भी नहीं है बल्कि आपका 3 × 1 मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है मुझे एक 3 × 4 मैट्रिक्स से एक 3 × 1 मैट्रिक्स को गुणा करना होगा बस एक 3 × 1 मैट्रिक्स प्राप्त करना होगा जो संभव नहीं है अब इस विशेष समस्या को हल करने के लिए इसे वास्तव में संभव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां हम कुछ संशोधन करते हैं इसलिए इस स्थिति में U के संबंध में Q में हम 1 जोड़ते हैं और यहां चौथी पंक्ति पर रोटेशन मैट्रिक्स का आयाम होगा अर्थात 4 × 4 यह पहले 3 × 4 था अब मैंने यहाँ एक और पंक्ति जोड़ी है तो यह आपका 4 × 4 बन जाएगा और यह विशेष चीज 4 × 1 मैट्रिक्स बन जाएगी और यह भी 4 × 1 मैट्रिक्स बन जाएगी अब अगर मैं सिर्फ गुणा करता हूं तो 4 × 4 के साथ यह 4 × 1 है इसलिए मुझे यह 4 × 1 मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो यह मेल है अब मेरा प्रश्न यह है कि आप यहाँ 1 क्यों लगाते हैं आप यहाँ 1 क्यों डालते हैं यहाँ 1 और ये तीन शून्य क्यों लगाते हैं मैं ऐसी सभी चीजों पर चर्चा करने जा रहा हूं धन्यवाद